एक न्यूरॉन पिरामिडल न्यूरॉन के अंदर एक इंटर न्यूरॉन दूसरा GLIAL कोशिकाएं एक ASTROGLIA जिससे एस्ट्रो साइटOLIGO DENDROCYTES बनती है I इनमें से ज्यादातर मर जाते हैं पर आपको मालूम है इसमें अभी भी बहुत सारे CONTAMINANTS है जो कि MYELINATING कोशिकाओं की तरह काम करते हैं I तो जरा सोचिए आपको यहां क्या मिल रहा है आपको यहां अलग अलग कोशिकाओं का एक मिश्रण प्राप्त हो रहा है I तो आपका अगली चुनौती होगी कि हम कोशिकाओं को अलग कैसे करें I अब आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे उस उदाहरण के साथ आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हमें सेल संस्कृति की जटिलता का अनुभव हो रहा है I तो यहां मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूँ I अगले सप्ताह अगली कक्षा में हम इस मामले के अध्ययन के बाद फिर से कुछ बुनियादी चीजों को शुरू करेंगे जो हमारे विभिन्न कोशिकाओं को अलग कर सकते हैं I बाकी सारे प्रतिमान पहले जैसे होंगे सिर्फ कोशिकाओं के प्रकार भिन्न होगा I धन्यवाद I